नमस्ते और इस CSS MOOC's के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मूल सिद्धांतों का हकदार है जिसे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन योजना के तहत पेश किया गया है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT गुवाहाटी के विभाग में दीपांकर एन बसु सहायक प्रोफेसर हूं और मैं इस कोर्स के लिए आपका प्रशिक्षक बनने जा रहा हूं अब जैसा कि मैंने पहले ही परिचय वीडियो में बताया है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विषय थोड़ा उन्नत स्तर का विषय है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे दर्शक वर्ग या तो आपके अनुरूप पाठ्यक्रम के अग्रिम स्तर पर होंगे या स्नातकोत्तर के दौरान हो सकते हैं यही है आपको कम से कम अपने यूजी कोर्स के छह सेमेस्टर या मेकैनिकल थर्मल या न्यूक्लियर या पावर इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता वाले मास्टर के दौरान कम से कम होना चाहिए ताकि आपको पहले से ही द्रव यांत्रिकी और गर्मी हस्तांतरण के बारे में मौलिक ज्ञान हो और यह भी आप ऊष्मप्रवैगिकी के नियमों के बारे में जानते हैं और इसके अलावा आप अंतर गणना या अंतर समीकरणों के बारे में काफी जागरूक हैं क्योंकि हमें उन अवधारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है उन अवधारणाओं में से कुछ इस विशेष पाठ्यक्रम के विभिन्न वर्गों में यह मेरे लिए काफी अजीब है कि मेरे सामने कोई दर्शक नहीं है और मैं आपके साथ सीधे संपर्क रखने की स्थिति में नहीं हूं या आपके साथ सीधे संपर्क करने के लिए आपके सवालों का सामना कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनिंग रखना चाहूंगा क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों को फॉलो करूं क्योंकि मैं एक तरह का पैटर्न पसंद करता हूं इसलिए और मुझे यकीन है कि आप सभी को जवाब देना होगा यानी जब भी आपको कोई प्रश्न या कोई शंका हो या आपको किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो मुझे मेल भेजने में संकोच न करें मैं इसका उत्तर जल्द से जल्द और उस उद्देश्य के लिए देना चाहूंगा जबकि मेरे संपर्क विवरण पाठ्यक्रम पर पहले से ही उपलब्ध हैं तो आपको दोस्तों को भी जानना चाहिए वह है मेरी टीए मेरे पास टीए के रूप में तीन पीएचडी छात्र हैं वे सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी गुवाहाटी मिस्टर किरण सैकिया जो कि उबलते पानी के रिएक्टरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं में काफी वरिष्ठ पीएचडी विद्वान हैं और इसलिए उनका पीएचडी विषय इस पाठ्यक्रम की सामग्री के लिए काफी प्रासंगिक है मिस्टर भास्करज्योति शर्मा सूक्ष्म द्रव और सूक्ष्म में गर्मी हस्तांतरण पर काम कर रहे हैं जबकि मिस्टर मिलन सरकार एक अन्य वरिष्ठ पीएचडी छात्र जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर या सुपर क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहा है जो फिर से एक उन्नत स्तर का परमाणु रिएक्टर है और यदि संभव हो तो इस पाठ्यक्रम में इसके बारे में कभी कभी उल्लेख करना चाहेंगे उनके संपर्क विवरण भी वहां उपलब्ध हैं इसलिए आप किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के संबंध में दोनों को मेल भेज सकते हैं अब यह पहले से ही पाठ्यक्रम के वेब पेज पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा उपलब्ध है लेकिन फिर भी मैं इसे यहां दोहराना चाहूंगा यहाँ यह पाठ्यक्रम हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मूल सिद्धांतों से शुरू करेंगे यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अवधारणा का परिचय है परमाणु संरचनाओं और परमाणु ऊर्जा के स्रोत के बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करता है और वहाँ से धीरे धीरे अधिक जटिल या अधिक उन्नत विषयों की ओर अग्रसर होगा तदनुसार पूरी सामग्री को बारह मॉड्यूल में विभाजित किया गया है और यह बारह सप्ताह तक फैला रहता है इसलिए उद्देश्य प्रत्येक सप्ताह में एक मॉड्यूल को कवर करना है तदनुसार प्रत्येक मॉड्यूल में से कुछ मॉड्यूल को दो व्याख्यानों में कवर किया जाना चाहिए उनमें से कुछ को तीन या चार व्याख्यान की आवश्यकता हो सकती है और मॉड्यूल के प्रत्येक एक ट्यूटोरियल द्वारा पीछा किया जाएगा जहाँ ट्यूटोरियल में बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं उनमें संख्यात्मक समस्याएँ हो सकती हैं या उस विशेष मॉड्यूल की सामग्री के आधार पर थोड़ा असतत हो सकता है फिर से जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इस सभी ट्यूटोरियल के समाधान की ओर संकेत दिया जाएगा और हम इस ट्यूटोरियल को हल करते समय आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे मैं हर मॉड्यूल के बाद या किसी भी प्रासंगिक मॉड्यूल के बाद कुछ नमूना समस्याओं को हल करना चाहूंगा और ये पाठ्य पुस्तकें हैं जिनका हम इस पाठ्यक्रम में अनुसरण करेंगे जहाँ मैं ज्यादातर रिमांड मरे की पुस्तक का अनुसरण करूंगा लेकिन आप में से कई लोग इस तक सीधी पहुंच नहीं बना सकते हैं तो आप अगले दो में से किसी का पालन कर सकते हैं प्रोफेसर पी के नाग द्वारा पावर प्लानिंग इंजीनियरिंग पर किताब मुझे लगता है कि तीसरा संस्करण नवीनतम है और पावर प्लांट तकनीक पर एम एम एल वाकिल द्वारा एक और शास्त्रीय पुस्तक भी दिखती है दोनों का परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर एक अध्याय है जो बहुत अधिक प्रासंगिक है और यदि मैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर वापस जाता हूं तो यह दोनों पुस्तकें इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए मॉड्यूल संख्या 8 या 9 को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगी लेकिन निश्चित रूप से बाकी तीन मॉड्यूल जहां हम कई उन्नत विषयों जैसे कि विकिरण के जैविक प्रभाव रिएक्टर सुरक्षा और सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे ये अधिक आधुनिक विषय हैं और ये किताबों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं आप इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए व्याख्यान होंगे अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विषय काफी समृद्ध इतिहास है बेशक मैं इतिहास के दृष्टिकोण से हूं मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं जिस तरह से बिजली उत्पादन के अन्य स्रोतों का आविष्कार किया गया है और वे कैसे व्यवहार में आए बल्कि यह काफी हद तक एक जांचा हुआ इतिहास है क्योंकि परमाणु ऊर्जा शब्द जहां 1945 में हिरोशिमा में हुए नरसंहार के बाद आदमी की तरह पेश किया गया था और यह सोचना काफी दिलचस्प है कि उस बिंदु से लगभग 6 7 दशकों में हम परमाणु ऊर्जा के बारे में बिजली उत्पादन के संभावित स्रोत के रूप में चर्चा कर रहे हैं या भविष्य की ऊर्जा मांगों के लिए एक संभावित समाधान है जिस शब्द की अवधारणा या आम लोगों के ज्ञान में आया वह अधिक विनाश का पर्याय है यह केवल कई शोधों और कई वैज्ञानिकों के योगदान के लिए धन्यवाद है जिन्होंने इस पर काम करना जारी रखा और इसे केवल परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं रखा खुले संबंधित विकल्पों तक सीमित परमाणु ऊर्जा को नहीं रखा चाहे वह इसे डायवर्ट कर दिया हो वाणिज्यिक बिजली उत्पादन और उसके कारण केवल 1950 का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था और धीरे धीरे हम परमाणु ऊर्जा से वैश्विक ऊर्जा उत्पादन का एक अच्छा हिस्सा पाने के लिए आगे बढ़े परमाणु ऊर्जा को जानने की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए मैं आपको इस प्रक्षेपण के दो जोड़े दिखाना चाहूंगा जो मेरे पास हैं यह विशेष रूप से जो मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमें ऊर्जा की जरूरत है हमारी दिन प्रतिदिन की ऊर्जा की जरूरत ज्यादातर कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधन से है हालाँकि वर्तमान ऊर्जा भंडार और वर्तमान में खपत पर विचार के अनुसार यह वार्ता अनंत नहीं है बल्कि वे बहुत तेज़ गति से घट रही हैं और बस इस प्रक्षेपण से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार 2050 या 2060 से अधिक समय तक चलने की उम्मीद नहीं है जबकि कोयला 340 वर्षों तक जीवित रह सकता है लेकिन वर्ष 2100 तक हमारे पास सूखा रहने की उम्मीद है पूरी तरह से इस जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है और अब यदि आप अन्य प्रक्षेपण के साथ तुलना करते हैं वह यह है जहां मैं यहां वैश्विक बिजली की खपत दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कि बिजली की खपत न केवल साल दर साल बढ़ रही है बल्कि यह वास्तव में बहुत तेज गति से बढ़ रही है विशेष रूप से एशियाई और मध्य पूर्व से संबंधित देशों में जहां हम देख सकते हैं कि त्वरित वृद्धि हुई है यदि हम 20 वर्षों की इस अवधि में 1990 से 2010 तक के आंकड़ों की तुलना करें तो एशियाई देशों में खपत लगभग दोगुनी हो गई है या कम से कम 167 बार और वैश्विक आंकड़े के संदर्भ में यदि आप इस एक और 1980 की तुलना करते हैं जो लगभग 6000 टन वाट घंटे या टेरा वाट घंटे बारहवें है तो हमें कहना चाहिए कि 2010 में यह लगभग 18000 था इसलिए 30 वर्षों में 3 गुना वृद्धि हुई है और यह बिजली की खपत केवल कई अन्य प्रसिद्ध कारणों की वजह से और भी अधिक तेज दर से बढ़ने वाली है जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रति हमारा आकर्षण हम अपनी जरूरतों के लिए हर दिन हल करने के लिए भारी मशीनरी पर निर्भर हैं हमारे उन्मूलन के प्रति आकर्षण और तो और कई कारणों और इसलिए हमें कुछ अन्य विकल्पों को खोजने की आवश्यकता है बिना समायोजन के बिना जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना जारी है हमें बिजली उत्पादन के कुछ अन्य विकल्प खोजने होंगे और यही वह जगह है जहां नवीकरण और परमाणु ऊर्जा तस्वीर में आती है यहाँ मेरे पास कुछ संख्याओं के समान बिंदु है यदि आप 1990 से 2008 के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस अवधि में वैश्विक आबादी में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जहां यूरोपीय देशों में या कुछ उन्नत देशों में विकास दर काफी मध्यम है चीन ने काफी सौहार्दपूर्ण काम किया है क्योंकि उनकी विकास दर केवल 17 प्रतिशत है मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में विकास दर काफी अधिक है 50 प्रतिशत से अधिक है और वास्तव में भारत भी बहुत पीछे नहीं है जनसंख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि आप कर सकते हैं सिर्फ 18 साल की अवधि में देखें अब यदि आप डेटा के अंतिम सेट पर ऊर्जा उपयोगों की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि चीन ने 140 प्रतिशत की संख्या को देखा है जो वास्तव में उनके ऊर्जा उपयोगों में 140 प्रतिशत की वृद्धि है वैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि केवल 17 प्रतिशत है इससे उनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 111 प्रतिशत की वृद्धि होती है मध्य पूर्व भी पीछे नहीं है वहां ऊर्जा की खपत में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसलिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है भारत ने ऊर्जा की खपत में प्रति व्यक्ति 42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ऊर्जा की खपत को दोगुना कर दिया है क्योंकि उन्नत देशों ने वास्तव में अच्छा काम किया है जैसे अमरीका या यूरोपीय देशों में हमने इसे कमोबेश एक जैसा देखा है इसमें दूसरों में ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के बारे में शामिल हैं यहां आप देख सकते हैं कि वास्तव में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में कमी है लेकिन एशियाई और मध्य पूर्व के देशों से आने वाले योगदान के कारण हम 18 वर्षों की इस अवधि में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा जो वास्तव में बढ़ रहा है और इसलिए हमने वाणिज्यिक बिजली विकसित करने के लिए कुछ नए विकल्प लिए हैं और यही वह जगह है जहां नवीकरण ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों चित्र में आते हैं अब नवीकरणीय जबकि पारंपरिक रूप से नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर पवन बायोमास वे निश्चित रूप से एक महान भविष्य हैं साथ ही कई मुद्दे भी हैं विशेष रूप से वे प्रकृति में आंतरायिक हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा केवल दिन के समय में बिजली की आपूर्ति कर सकती है और रात की अवधि या शून्य या अपर्याप्त सौर स्थापना की अवधि में नहीं पवन ऊर्जा को एक विशेष पवन वेग की आवश्यकता होती है और इसलिए वे बहुत विशिष्ट स्थान हैं कुछ हद तक बायोमास के समान हैं और इन सभी कारकों के कारण अब तक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थानीय पैमाने पर अधिक प्रतिबंधित है या वे पीक लोड स्टेशनों के बारे में अधिक सोच रहे हैं यानी कि सबसे ज्यादा खपत के दौरान मांग को पूरा करना बेशक बेस लोड सौर या पवन ऊर्जा स्टेशनों पर प्रयास जारी है और वे अलग अलग देशों में अलग अलग दर पर आ रहे हैं और वह केवल भविष्य में बढ़ने वाला है लेकिन हल करने के लिए अभी भी कई मुद्दे हैं जैसे कि जब भी आप परमाणु के बारे में बात करते हैं तो बिना कुछ जाने भी लोग हमेशा पर्यावरण आदि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में शिकायत करते रहते हैं लेकिन कोयले और हाइडल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का परमाणु के रूप में हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है पवन को पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भारी आरक्षण प्राप्त है जैसे स्टेशन पवन ऊर्जा वास्तव में और यह कि जहां परमाणु विशेष रूप से बेस पीक लोड स्टेशन पर उस बिंदु के बारे में परमाणु अक्षय से अधिक है क्योंकि यह बेस लोड स्टेशन के रूप में कार्य कर सकता है यह आसपास या पर्यावरण या किसी अन्य जनसांख्यिकीय मुद्दे आदि के बारे में परेशान किए बिना पूरे वर्ष में लगातार बिजली की आपूर्ति कर सकता है और इसलिए हमें परमाणु पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और यही कारण है कि यदि आप वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को देखते हैं तो मेरे पास 2014 का डेटा है न्यूक्लियस अभी भी यह काफी छोटा अंश है वैश्विक ऊर्जा खपत का केवल 10 प्रतिशत लेकिन यह प्रतिशत वास्तव में बढ़ रहा है विभिन्न क्षेत्रों से आरक्षण के बावजूद परमाणु ऊर्जा मौजूद है यदि आप देश वार परिदृश्य देखें तो यूएसए सबसे बड़ा योगदानकर्ता है वास्तव में यदि आप इस आंकड़े को देखें तो यह संख्या जो अमेरिका से उत्पादन कर रही है वर्ष 2016 में अमेरिका से उत्पादित परमाणु ऊर्जा अगले तीन यानी फ्रांस चीन और रूस के संयोजन से अधिक है लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा देश है और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है इसलिए इतनी बड़ी संख्या के बावजूद वास्तव में परमाणु ऊर्जा अमेरिका में उत्पादित कुल ऊर्जा का काफी छोटा हिस्सा है लेकिन फ्रांस जैसे कुछ देश हैं फ्रांस को परमाणु से उनकी कुल ऊर्जा का एक अच्छा हिस्सा मिलता है यदि आप यह आंकड़ा देखते हैं तो इस विशेष मामले में परमाणु में बहुत बड़ा अंश होता है जो कि फ्रांस में 45 प्रतिशत से अधिक है फ्रांस में जीवाश्म ईंधन स्रोतों की अनुपस्थिति का कारण यह है कि वे अन्य देशों की तुलना में कोयला या तेल भंडार काफी सीमित हैं बस अपने पड़ोसी जर्मनी के साथ उस की तुलना करें जर्मनी में कोयले का बहुत ही अच्छा भंडार है और यही कारण है कि उन्हें अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा कोयले से मिल रहा है जो फ्रांस में लगभग 45 प्रतिशत है जर्मनी के मामले में यह 245 प्रतिशत है और उनका परमाणु हिस्सा काफी छोटा है लेकिन मैं आपका ध्यान एक और आंकड़े की ओर आकर्षित करना चाहूंगा फ्रांस के मामले में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 781 था जबकि जर्मनी के लिए 1146 है मैं कुछ स्लाइड्स के बाद इस आंकड़े पर वापस आऊंगा यह वैश्विक ऊर्जा मानचित्र है जो 2011 के थोड़े पुराने आंकड़े हैं आप यूरोप और अमेरिका में यूरोपीय देशों में देख सकते हैं और अमेरिका में परमाणु ऊर्जा का अच्छा प्रसार है और जापान में जापान एक ऐसा देश है जो कि फुकुशिमा और उससे जुड़े प्रभावों के बावजूद परमाणु ऊर्जा पर बहुत कुछ निर्भर करता है भारत और चीन ने पिछले 1 या 2 दशकों में अपने कुल परमाणु उत्पादन में वृद्धि देखी है और इसलिए निश्चित रूप से अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि बहुत कम परमाणु संसाधन हैं या रूस के पूर्वी हिस्से में लेकिन संभवतया कारण संबंधित यूरेनियम या अन्य प्रकार के ईंधन की अनुपस्थिति है अब भारतीय परिदृश्य पर आते हैं वर्ष 2017 जनवरी 2017 तक वास्तव में भारतीय परमाणु से उनके कुल उत्पादन का केवल एक छोटा सा अंश प्राप्त कर रहे थे यदि आप तुलना करते हैं कि 5780 सिर्फ थर्मल से आ रहा है तो यह बहुत छोटा अंश है लेकिन इसके बारे में मैं इस अगले आंकड़े पर फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहाँ मैंने अलग अलग स्रोतों से खपत को बढ़ाकर या अलग अलग 5 वर्षीय योजनाओं से स्रोतों से उत्पादन बढ़ाकर एक साल का अनुभव दिखाया है और अब यदि आप 11 वीं योजना के अंत में संख्याओं को देखते हैं और जनवरी 2017 तक परमाणु में वृद्धि जबकि यह केवल 1000 मेगावाट है वास्तव में बुद्धिमानों द्वारा यह दूसरों की तुलना में काफी छोटा है लेकिन अब अगर हम इसकी तुलना प्रतिशत से करें तो इस अवधि में जल ऊर्जा उत्पादन में केवल 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जबकि परमाणु ऊर्जा में 21 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और जैसा कि भारत में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की योजना है यह और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है वास्तव में यह 21 प्रतिशत आगे भी बढ़ गया है क्योंकि यह डेटा जनवरी 2017 तक है लेकिन नवीनतम भारतीय बिजली परमाणु ऊर्जा संयंत्र मार्च 2017 में चालू हो गया जिसने इसके लिए एक और 1000 मेगावाट क्षमता जोड़ी और ये भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र का गोलमाल है जो 1969 में उस तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से शुरू हुआ था और जो कि विशेष रूप से 2000 के बाद से तेज दर से बढ़ता रहा आप देख सकते हैं कि कई पौधे आ रहे हैं और आखिरी जैसा कि मैंने मार्च 2017 में उल्लेख किया है एक और 1000 मेगावाट क्षमता जोड़ा गया जो कुल 6780 मेगावाट बिजली देता है भारतीय में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता की स्थापना और यहां कई अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं जैसे कि मानचित्र ऐसे कुछ स्थानों को दर्शाता है और 2020 तक जबकि कई अन्य योजनाएं इसलिए परमाणु ऊर्जा यहां रहने के लिए है और इसलिए हमें इस बारे में विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब भी कोई नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात होती है तो किसी भी पारंपरिक बिजलीघरों की तुलना में बहुत सारे और बहुत सारे विचार विमर्श और तर्क वितर्क होंगे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अधिकांश को प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान की कमी के कारण देखा जा सकता है लोग इस बारे में ठीक से अवगत नहीं हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है वास्तव में परमाणुओं से ऊर्जा का उपयोग कैसे होता है ठीक इसी तरह हम ईंधन का उपयोग करते हैं या कैसे हम विकिरण के खतरों से आसपास की रक्षा कर सकते हैं वास्तव में इस विकिरण के खतरों की प्रकृति क्या है जिस पर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं हमने खर्च किए गए ईंधन की खोज कैसे की या हमने अपशिष्ट ईंधन का निपटान कैसे किया अगर हमें उनके बारे में उचित जानकारी है तो शायद हम इस बात पर चर्चा करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि हमें परमाणु ऊर्जा के लिए जाना चाहिए या नहीं और मुझे यकीन है कि इस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने से आप उन चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और इसके लिए अपने स्वयं के बिंदु रख सकते हैं आज हम एक विषय के रूप में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्या हम कुछ परिचयात्मक बिंदुओं के बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं कैसे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वे कौन से बिंदु हैं जहां परमाणु पारंपरिक स्रोतों से अलग हैं परमाणु ऊर्जा के फायदे और नुकसान क्या हैं और साथ ही इतिहास में बहुत संक्षेप में योजना बनाना चाहते हैं इस महान क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले कई महान दिमागों को श्रद्धांजलि देते हुए और अंत में क्या हम परमाणु संरचना को देखेंगे ताकि हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर अधिक गहन चर्चा के लिए खुद को तैयार कर सकें अब यहाँ हमारे पास विद्युत उत्पादन का सिद्धांत है जिस पर मुझे यकीन है कि आप सभी इसके बारे में जानते हैं विद्युत उत्पादन तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन के एक समूह को किसी चालक द्वारा किसी इच्छा दिशा में स्थानांतरित करने के लिए लाभ उठाया जाता है और इलेक्ट्रॉन की गति को आम तौर पर एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर को स्पिन करके प्राप्त किया जाता है अब उस हिस्से तक कमोबेश सभी पावर स्टेशनों या पारंपरिक पावर स्टेशनों में एक ही तरह का कार्य सिद्धांत है लेकिन कंडक्टर की इस गति को कैसे बनाया जाए इसमे अंतर है अधिकांश सामान्य बिजलीघरों में आपको एक टरबाइन मिलेगी जिस पर कई ब्लेड लगे होते हैं और टरबाइन खुद एक शाफ्ट पर लगा होता है हम टरबाइन ब्लेड की रोटरी गति को कुछ उच्च वेग द्रव धारा के साथ गर्म करके बनाते हैं ताकि द्रव भाप की गतिज ऊर्जा ब्लेड में स्थानांतरित हो जाए और बाद में शाफ्ट तक और अल्टरनेटर उसी शाफ्ट पर लगाया जाता है जो हमें आउटपुट के रूप में बिजली देता है अब विभिन्न प्रकार के पावर स्टेशनों के बीच का अंतर उस उच्च वेग वाले तरल पदार्थ की धारा के उत्पादन का तरीका है जैसे कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के मामले में हमारे पास नोजल में गतिज ऊर्जा रूपांतरण के लिए थर्मल ऊर्जा है मूल रूप से कोयले या इस तरह के ईंधन जैसे किसी गैस वगैरह को एक बॉयलर में जलाया जाता है ताकि दहन की गर्मी का उपयोग भाप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिससे पानी की आपूर्ति होती है जिससे हमें एक उच्च ऊर्जा या भाप की उच्च थैली की धारा मिलती है अर्थात् एक नोजल के माध्यम से लिया जाता है और यह नोजल से गुजरता है तापीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जिसे बाद में टरबाइन में ले जाया जाता है जबकि पनबिजली विद्युत केंद्रों के मामले में यहां हम जानते हैं कि उच्च ऊर्जा से पानी को अपनी संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के माध्यम से वहाँ गिरने की अनुमति है और जब यह उच्च वेग जल जेट हाइड्रोलिक टरबाइन के ब्लेड से टकराता है तब बाकी वही है और यह गतिज ऊर्जा पवन टरबाइन के मामले में आसानी से उपलब्ध है क्योंकि हमें हवा के एक निश्चित वेग की आवश्यकता होती है जिसे हम एक निश्चित परिमाण और निश्चित आरपीएम द्वारा टरबाइन ब्लेड को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे बल्कि यह कि हम बाद में बिजली का उत्पादन करेंगे अब इस उच्च धारा ऊर्जा या उच्च वेग ऊर्जा उत्पादन के २ प्रकार हो सकते हैं जिन्हें हम २ श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं इस पनबिजली या हवा की तरह जहां हम या तो सीधे गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं या संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं अन्य जहां थर्मल ऊर्जा कोयले की तरह शामिल होती है जहां हम कुछ ईंधन या किसी अन्य माध्यम से थर्मल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस थर्मल ऊर्जा का उपयोग भाप को बढ़ाने और फिर नोजल और टरबाइन के माध्यम से उठाया जाता है और परमाणु इस पत्र श्रेणी में है यानी यह कोयला आधारित बिजलीघरों से काफी मिलता जुलता है दोनों ही मामलों में कई घटक समान होते हैं जैसे आप एक ही तरह के नोजल और टर्बाइन होंगे एक भाप जनरेटर जहां भाप बनाने के लिए कुछ ईंधन से ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तब आपके पास एक कंडेनसर और बॉयलर रख सकते हैं और उन सभी संबंधित सामान लेकिन उनका अंतर यह है कि हम उस भाप जनरेटर में भाप को ऊर्जा की आपूर्ति कैसे करते हैं जैसे कोयला आधारित बिजली स्टेशनों के मामले में हमारे पास ईंधन की रासायनिक ऊर्जा है जो थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है अब हमारे पास मूल रूप से एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का मतलब अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का पुनर्सृजन है जिससे परमाणुओं की संख्या को संरक्षित किया जाता है लेकिन परमाणु विभिन्न प्रकार के अणुओं को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से संयोजित होते हैं तो अणुओं की कुल संख्या को संरक्षित नहीं किया जा सकता है लेकिन परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संरक्षित किया जाएगा लेकिन परमाणु के मामले में हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण है जहां इलेक्ट्रॉनों या हम परमाणुओं और अणुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि क्या हम परमाणुओं के अंदर जा रहे हैं और हम नाभिक में हैं जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वे एक नए परमाणु को जन्म देने वाले एक नए नाभिक का निर्माण करने के लिए फिर से व्यवस्थित होंगे और इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उप परमाणु कणों की कुल संख्या को संरक्षित किया जाएगा लेकिन कुल संख्या परमाणुओं को संरक्षित नहीं किया जा सकता है हां हम इस बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे फिर मुझे यह बताना होगा कि हमें परमाणु ऊर्जा के लिए क्यों जाना चाहिए और यहां मैंने कुछ बिंदुओं पर विचार किया है उनमें से कुछ पर बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी पहला दहन नहीं है बेशक कोयला आधारित बिजलीघरों को उकसाने के मामले में हम ईंधन जलाते हैं और निकास गैसों को आसपास के वातावरण में जाने की अनुमति मिलती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और परमाणु के मामले में इस तरह का ग्रीनहाउस उत्सर्जन अनुपस्थित है क्योंकि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है जो कुछ भी हो रहा है वह केवल परमाणु स्तर पर हो रहा है और इसलिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन बहुत कम होगा मैंने आपको पहले फ्रांस और जर्मनी के लिए कुछ संख्याएँ दिखाई हैं यदि आपको जर्मनी के मामले में याद है तो फ्रांस की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा कम से कम 50 प्रतिशत अधिक थी और एक प्राथमिक कारण यह है क्योंकि जर्मनी कोयला आधारित बिजली स्टेशनों या बिजली उत्पादन पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसी तरह तेल आधारित है जो दहन से संबंधित प्रौद्योगिकियों है जबकि परमाणु से महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रांस को मिलता है इसलिए परमाणु निश्चित रूप से कोयले की तुलना में बहुत अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी में है परिचालन लागत आम तौर पर बहुत कम होती है फिर प्रति रिएक्टर या उच्च ऊर्जा घनत्व में ऑपरेटिंग ज़ोन की मात्रा कम होती है इस बिंदु पर मैं अगले व्याख्यान के दौरान अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा यह हवा और सौर की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है वे परमाणु संयंत्र से मिलने वाली बिजली या ऊर्जा की मात्रा आसपास की स्थिति और जनसांख्यिकीय विवरण से स्वतंत्र हैं और इसलिए वे बेस लोड पावर स्टेशनों के रूप में उत्कृष्ट हैं वे पर्यावरणीय परिस्थितियों में उतार चढ़ाव से बहुत अधिक पीड़ित नहीं हैं और इसलिए उन्हें एक तरह से नियंत्रित करना भी आसान है अगला बिंदु कुछ आई ब्रो अक्षय हो सकता है अब अक्षय पारंपरिक हम इस शर्तों को सौर पवन और बायोमास से जोड़ते हैं लेकिन यहां मैं नवीकरणीय परमाणु पर भी इसका उपयोग कर रहा हूं खैर मैं कुछ व्याख्यान के बाद इस पर वापस आ रहा हूँ लेकिन कुछ स्थितियों में परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय और फिर संलयन प्रतिक्रिया के माध्यम से अनंत ऊर्जा उत्पादन की संभावना के रूप में भी कहा जा सकता है फिर से मैं इसे बाद में वापस आऊंगा लेकिन सिर्फ परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक प्रक्षेपण से पता चलता है कि कोयले और अन्य प्रकार के जीवाश्म ईंधन के भंडार 50 60 वर्षों से अधिक नहीं रह सकते हैं यूरेनियम और थोरियम जैसे सामान्य परमाणु ईंधन वे भी 100 से अधिक वर्षों तक नहीं रह सकते हैं लेकिन अगर हम संलयन प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं और यदि आप इस तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम हैं तो यह लगभग 300 1000 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है इस प्रकार निश्चित रूप से हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन इस परमाणु शक्ति के बारे में सब कुछ स्पष्ट नहीं है क्योंकि ऐसे कई कारक हैं जिनके बारे में हमें पर्यावरणीय प्रभाव की तरह ध्यान रखने की आवश्यकता है जिसके बारे में हर कोई चर्चा करता है यह विशेष रूप से है रेडियोधर्मी ईंधन की हैंडलिंग उसी का शोधन और परिवहन विकिरण के खतरों की संभावना है मॉड्यूल संख्या 10 में हम इस रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मी खतरनाक के बारे में चर्चा करेंगे और हमें उससे सुरक्षित रखने के संभावित तरीके रेडियोधर्मी कचरे का निपटान पिछले मॉड्यूल के विषय और एक अन्य बहुत अधिक बहस वाला विषय है उच्च पूंजी लागत भागीदारी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में संरक्षण की कई परतों की आवश्यकता होती है जो हमें संरक्षण और अन्य प्रकार के विकिरण से संबंधित मुद्दों से बचाती है आमतौर पर जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों की तुलना में पूंजी लागत भागीदारी बहुत अधिक है परमाणु दुर्घटनाओं के संभावित निहितार्थ जबकि इतिहास में अब तक केवल 3 घटनाएं हैं जहां कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटनाएं हुईं 1979 में अमेरिका में तीन माइल द्वीप पूर्व सोवियत संघ में 1985 या 86 में चेरनोबिल की घटना और हाल ही में फुकुशिमा पावर स्टेशनों पर हम उनमें से प्रत्येक के विवरण के बारे में थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि उन दुर्घटनाओं में से प्रत्येक के पीछे वे कैसे हुए या जो भी कारण थे और ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए यूरेनियम और अन्य ईंधनों की परिमित प्रकृति जो जीवाश्म ईंधन के समान है जो एक चिंता का विषय भी हो सकता है इसलिए इस कारकों को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के ऐतिहासिक विकास के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करें ये भौतिक विज्ञान का एक मूलभूत हिस्सा हैं इसमें कई महान दिमागों का योगदान है और मैं उनमें से केवल कुछ का उल्लेख करने जा रहा हूं जिसका उल्लेख किए बिना वास्तव में हम परमाणु शक्ति पर चर्चा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते और पहले मानव को हमें अल्बर्ट आइंस्टीन को भुगतान करना होगा क्योंकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा रूपांतरण के लिए द्रव्यमान वगैरह की यह पूरी अवधारणा शायद 1905 में शुरू हुई थी जबकि रेडियो गतिविधि का विषय पहले ही पहचान लिया गया था और इससे पहले ही साबित हो गया था लेकिन यह केवल इस वर्ष 1905 में था जिसे अक्सर एनुस मिराबालिस के रूप में संदर्भित किया जाता है यह सर अल्बर्ट आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हर चीज जो शुरू हुई क्योंकि यह वह वर्ष है जब उन्होंने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए और अंतरिक्ष समय द्रव्यमान और ऊर्जा की अवधारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया और मूल रूप से आधुनिक भौतिकी की पूरी यात्रा उसी वर्ष से शुरू हुई थी उनके सभी कागजात जहां इस विशेष सामान्य में प्रकाशित किए गए हैं एनलन डेर फिजिक जो सबसे पुरानी प्रकाशन अनुसंधान पत्रिका में से एक है जो अभी भी सक्रिय है मुझे शायद याद नहीं है कि मुझे लगता है कि यह शुरू हुआ यह 19 खेद 1799 में यात्रा है और यह अभी भी बहुत लोकप्रिय है वर्ष 1905 में इस विशेष पत्रिका पर उन्होंने 4 पत्र प्रकाशित किए कागज एक फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर था जो आगे चलकर क्वांटम यांत्रिकी के विकास की ओर ले जाता है यह आप में से कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है और नोबल पुरस्कार जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन को बाद में प्राप्त हुआ था वह वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर उनके काम से संबंधित था न कि सापेक्षता के बहुप्रतीक्षित सिद्धांत के कारण अपने सेक्शन पेपर में उन्होंने ब्राउनियन आणविक गति के बारे में चर्चा की जो निस्संदेह परमाणुओं के अस्तित्व को साबित करता है और तीसरे पेपर विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं है बाद के वर्ष में शायद 1912 या 13 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्यीकृत सिद्धांत और पेपर 4 को प्रकाशित किया जो इस बड़े पैमाने पर तुल्यता से संबंधित है और इसने व्यापक रूप से इस्तेमाल किया और बहुत लोकप्रिय संबंध को दिया जहाँ m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश का वेग है और ई इसी ऊर्जा है इसलिए आम तौर पर एक स्थिर यह विशेष रूप से बड़े पैमाने पर ऊर्जा रूपांतरण या इसके विपरीत देता है जहाँ m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश का वेग है और ई इसी ऊर्जा है इसलिए आम तौर पर एक स्थिर यह विशेष रूप से बड़े पैमाने पर ऊर्जा रूपांतरण या इसके विपरीत देता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड वह व्यक्ति था जिसे अक्सर परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है उन्होंने 1911 में परमाणु संरचना की पहली व्यवहार्य मॉड्यूलर संरचना देने के लिए परमाणु संरचना का प्रस्ताव रखा जो सौर प्रणाली से काफी अधिक सौर संरचना के समान है जहां हम केंद्र में एक भारी द्रव्यमान है और सभी इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं कि अण्डाकार या गोलार्द्ध में या अब मुझे गोलार्द्धीय अर्धवृत्ताकार तरह की कक्षाओं को कहना चाहिए भारी नाभिक की पहचान सकारात्मक रूप से चार्ज होने के लिए की गई थी और नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत अधिक पाया गया था यह नील्स बोह्र की व्याख्या के बाद योग्यता का पालन किया गया था इसके बाद नील्स बोहर की व्याख्या क्वांटम भौतिकी अच्छी तरह से क्वांटम भौतिकी के बाद हुई और इसलिए इस मॉडल को अक्सर परमाणुओं के रदरफोर्ड बोहर मॉडल के रूप में जाना जाता है उनके काम ने स्थापित किया कि परमाणुओं के भीतर एक बड़ी मात्रा में खाली जगह है क्योंकि नाभिक की औसत त्रिज्या को 10 से 16 मीटर की शक्ति के रेंज में मापा जाता था जबकि परमाणु की औसत त्रिज्या 11 मीटर की शक्ति 10 के क्रम की है और अंदर की इन विशाल मात्रा में केवल बहुत बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनों द्वारा कब्जा कर लिया गया था यह खाली स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कई उप परमाणु कण हैं जो नाभिक के अंदर विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण लहर की वर्तमान उम्र में मौजूद हैं हमें पॉज़िट्रॉन और न्यूट्रिनो के बारे में उल्लेख करना चाहिए लेकिन यहां मैं उन लोगों के बारे में उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि इस विशेष पाठ्यक्रम में हम खुद को केवल इस 3 प्रसिद्ध उप परमाणु कणों तक सीमित रखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्पसन ने 1897 में अपने कैथोड रे प्रयोगों के दौरान की थी और इलेक्ट्रॉन का पूरा विवरण विशेष रूप से माप या विचार इसके बारे में द्रव्यमान और ऊर्जा आर मिलिकन द्वारा 1906 के आसपास दिया गया था गोल्डस्टीन शोधकर्ता थे जिन्होंने मामले के अंदर सकारात्मक चार्ज कण के अस्तित्व की खोज की यह 1896 के आसपास था लेकिन वह प्रकृति को प्रकट करने में विफल रहे या पूरी तरह से वह इस सकारात्मक चार्ज कण की प्रकृति का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं थे रदरफोर्ड ने 1911 में अपने गोल्ड फ़ॉइल प्रयोग के माध्यम से प्रोटॉन के अस्तित्व को साबित किया और इसके अलावा उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया लेकिन यह भी पता चला है कि नाभिक केवल एक प्रोटॉन का गठन नहीं करता है लेकिन वहां कुछ अन्य भारी उपपरमाण्विक कण होना संभव है जो संभवतः तटस्थ है और उस तटस्थ तत्व की खोज से जेम्स चैडविक ने 1932 में किया और इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया और यह विशेष रूप से खोज परमाणु भौतिकी के विकास पर निहितार्थ तक पहुंच गई है एक हेनरी बेकरेल वह व्यक्ति था जिसने पहली बार 1896 के आसपास रेडियोधर्मिता की अवधारणा की खोज की थी जब उन्होंने पहचान लिया कि यूरेनियम नमक मर्मज्ञ शक्ति के साथ किरणों का उत्सर्जन कर सकता है जो एक्स किरणों के समान हैं लेकिन उन्हें उत्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह पाया गया कि नमक से अधिक सहजता से बाहर आ रहा है

लेकिन यह केवल प्राकृतिक घटना या सहज विघटन था परमाणुओं की प्राकृतिक संसूचना जो एक परमाणु का दूसरे से वार्तालाप है जो पहली बार 1901 में रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोड्डी ने देखा था रदरफोर्ड ने बार बार कहा था कि रदरफोर्ड 1919 के आसपास नाइट्रोजन का कृत्रिम संचारण ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था लेकिन पूरी तरह से कृत्रिम प्रसारण था जॉन कॉकक्रॉफ्ट और अर्नेस्ट वाल्टन द्वारा 1932 में हासिल की गई जब वे लिथियम को दो हीलियम परमाणुओं में परिवर्तित करने में सक्षम थे जो कई समूहों को सक्रिय रूप से संचार के इस विषय पर काम कर रहा है जो एक परमाणु को दूसरे में परिवर्तित कर रहा है और परमाणु में संग्रहीत ऊर्जा को जारी करके एनरिको फर्मी ने अपने सहकर्मियों को जहां समूह का दावा किया है कि वे पहले परमाणु विकसित कर चुके हैं फिर 1934 में यूरेनियम क्योंकि उस समय तक यूरेनियम परमाणु के रूप में जाना जाता था या भारी द्रव्यमान या उच्चतम राशि वाले परमाणु के रूप में पहचाना जाता था लेकिन फर्मी ने दावा किया कि उन्होंने न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम पर बमबारी करके परमाणुओं की खोज की है उनका दावा था कि न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को अवशोषित कर लिया है या सॉरी यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया है वहाँ इसे बहुत भारी परमाणु में परिवर्तित करके और एक नए परमाणु का विकास किया है लेकिन उनके दावे को उसी समय खुद इडा नोदैक ने संदेह किया था लेकिन वह उचित ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे उनके दावे के कारण 1930 में नोबल पुरस्कार मिला लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि फर्मी का प्रयोग गलत था या फ़िर प्रायोगिक अवलोकन की फर्मी व्याख्या गलत थी ओट्टो होन और लिज़ मीटनर ने जो प्रयोग किए वे योगदान के लिए उन्हें दिए गए थे या वे इस क्षेत्र में कई वर्षों तक काम करते रहे और वे फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन और ओटो फ्रिस्क द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक व्याख्या से सहायता प्राप्त पहला समूह थे उन्होंने फरमी और उनके सह कर्मियों से पहले के सभी प्रयोगों से टिप्पणियों की सफलतापूर्वक व्याख्या की और नियंत्रित स्थिति में एक उचित परमाणु प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम थे और परमाणु में संग्रहीत ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं उनके काम ने 1944 में ओटो हैन के पुरस्कार का नेतृत्व किया जिसे काफी विवादास्पद परिस्थितियों में दिया गया था क्योंकि यह महान पुरस्कार 1945 के बाद के दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पुरस्कार से सम्मानित या घोषित किया गया था जहां हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम पहले से ही इतिहास था और ओटो हैन भी लॉकर के नीचे था या मुझे यह कहना चाहिए कि वह जेल में था और यह कि केवल ओटो हैन को नोबल पुरस्कार देना भी काफी अनुचित है क्योंकि मीटनर और स्ट्रैसमैन ने प्रयोग करने में समान रूप से योगदान दिया लेकिन फिर भी हैन वह व्यक्ति था जिसे इसके लिए नोबल पुरस्कार मिला और उनकी व्याख्या के परिणामस्वरूप मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व किया गया फिर शिकागो ने मानव जाति द्वारा विकसित पहले परमाणु रिएक्टर को ढेर कर दिया और फिर 1945 में हिरोशिमा में असंबद्ध शुक्र है कि वैज्ञानिक वहां नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा और परमाणु ऊर्जा को केवल उन हथियारों तक ही सीमित नहीं रखा जो मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा स्रोत की इस विशाल राशि का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और वहां से वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन करके पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्व सोवियत संघ में 50 के दशक की शुरुआत में काम करना शुरू कर दिया था जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका था और अन्य देशों ने धीरे धीरे इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया जिसने हमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन के बारे में एक अच्छा मंच प्रदान किया है और परमाणु रिएक्टरों की कई पीढ़ियां हैं जिन्हें पहली पीढ़ी से दूसरी और तीसरी पीढ़ी से शुरू होने वाली मानव जाति द्वारा डिजाइन और उपयोग किया गया है और वर्तमान में आप चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों के रूप में रह रहे हैं और परमाणु ऊर्जा के उज्ज्वल भविष्य की तलाश कर रहे हैं पीढ़ी न्यूट्रॉन को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है जबकि प्रोटोन में इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है जो कि पावर माइनस 19 coulomb में 1602 से 10 में 10 है लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज विपरीत संकेत हैं और इसलिए उन्हें विपरीत संकेत दिए जाते हैं पारंपरिक प्रोटॉन को सकारात्मक चार्ज कहा जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन को नकारात्मक चार्ज कहा जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक को समाहित करते हैं जिन्हें अक्सर न्यूक्लियस कहा जाता है अब कई सम्मेलन हैं जिनके द्वारा हम एक नाभिक या एक परमाणु का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वर्तमान पाठ्यक्रम में हम इस विशेष अवधारणा का पालन करेंगे ए एक्स जेड या ए एक्स हियर जेड है परमाणु संख्या जो नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है जो निश्चित रूप से परमाणुओं को विद्युत रूप से तटस्थ रखने के लिए कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है और यह प्रोटॉन है जो आम तौर पर किसी विशेष नाभिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है और इसलिए परमाणु संख्या रासायनिक गुणों से जुड़ी है दूसरी ओर एक द्रव्यमान संख्या है जो कुल संख्या में न्यूक्लियॉन है यह नाभिक के अंदर एक साथ मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है यह परमाणु विशेषताओं को निर्धारित करता है जिस पर हम बार बार इस पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे तो परमाणु संख्या हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से संबंधित है साथ ही न्यूट्रॉन की संख्या अक्सर प्रतीक n द्वारा दर्शाई जाती है अब नाभिक का आकार बेहद छोटा है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह 10 के क्रम से 16 मीटर की शक्ति तक है जबकि परमाणु का आकार 10 से लेकर माइनस 19 से 10 की शक्ति तक है 13 मीटर की दूरी पर परमाणु के अंदर बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़कर अक्सर एक परमाणु की त्रिज्या बड़े पैमाने पर संख्या से सहसंबद्ध होती है इस तरह से बहुत अधिक अनुभवजन्य संबंध द्वारा माइनस 13 की शक्ति में ए में 10 से 14 शक्ति में एक तिहाई लेकिन यह अनुभवजन्य प्रकृति का अनुभवजन्य प्रकृति का संबंध है और त्रिज्या जो हम परमाणु से प्राप्त करते हैं जो सेंटीमीटर में है इसलिए कृपया इस दायरे की इकाई के बारे में सावधान रहें अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है यहाँ हम बहुत छोटे द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं माइनस 27 किग्रा की शक्ति के 10 या माइनस 31 किग्रा की शक्ति के 10 के क्रम से जो हमारे दिन प्रतिदिन के दृष्टिकोण से उपयोग करने के बारे में चर्चा करने के लिए काफी अजीब हैं और इसलिए प्रस्तावित करने के लिए मैस की एक नई इकाई की आवश्यकता होती है और उस इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई या एमु कहा जाता है जिसे आम कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है उचित माप कहते हैं कि एक amu 16605 X 10 किलोग्राम की शक्ति के बराबर है जो बाद में इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को देता है इसलिए अब से हम एमु का उपयोग ऊर्जा के लिए द्रव्यमान के रूप में करेंगे जबकि amu इसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको यह भी पता चलेगा कि इन छोटे उप परमाणु तत्वों के द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए small u का उपयोग किया जाता है हम ऊर्जा के लिए एक इकाई का भी प्रस्ताव करेंगे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे एक एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त या खोई गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि यह एक वोल्ट की चुनावी संभावित बाधा से गुजरती है एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के संभावित अवरोध से गुजरता है तब इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है जिसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है तो ऊर्जा की इसी मात्रा को आप एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से 1 गुणा गुणा करके 1602 को 10 में घटाकर माइनस 19 जूल की शक्ति तक ले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आम तौर पर एक छोटी इकाई है MeV पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि १६०२ १० से १० माइनस १३ जूल की शक्ति में है हमें इस विशेष का बार बार उपयोग करना होगा इसलिए अब से हम बड़े पैमाने पर इकाई के रूप में एमू का उपयोग करेंगे और ऊर्जा के लिए इकाई के रूप में MeV जब तक अन्यथा आवश्यक न हो तो ऊर्जा की इसी मात्रा को आप एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से 1602X10 जूल की शक्ति तक ले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आम तौर पर एक छोटी इकाई है MeV पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि 1602X10 जूल की शक्ति में है हमें इस विशेष का बार बार उपयोग करना होगा इसलिए अब से हम बड़े पैमाने पर इकाई के रूप में amu का उपयोग करेंगे और ऊर्जा के लिए इकाई के रूप में MeV जब तक अन्यथा आवश्यक न हो यह आधुनिक आवर्त सारणी की एक संरचना है जहां इसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से 118 की परमाणु संख्या तक के तत्वों को दिखाता है लेकिन वास्तव में परमाणु संख्या 92 तक बोल रहा है जो कि यूरेनियम से परे है मूल रूप से वे सभी कृत्रिम हैं जो उत्पादन किया जाता है किसी प्रकार के परमाणु प्रयोगों या परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रयोगशाला लेकिन 92 तक सभी तत्व स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं हाइड्रोजन सबसे छोटी या श्रृंखला में पहले एक के साथ है जिसका परमाणु संख्या एक है और द्रव्यमान संख्या भी एक है क्योंकि यह नाभिक है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है अगला एक हीलियम है जिसमें 2 होते हैं जिसमें प्रोटॉन और 2 न्यूरॉन्स होते हैं और यह इस तरह से चलता है जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम में रेडियोधर्मिता और परमाणु प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारी रुचि ज्यादातर लीड के बाद तत्वों से शुरू होगी लीड कम या ज्यादा परमाणु है मुझे कहना चाहिए कि यह परमाणु प्रयोगों के दृष्टिकोण से तटस्थ है लेकिन इसके बाद के सभी तत्व जैसे कि पोलोनियम और रेडोन और रेडियम यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सभी अत्यधिक रेडियोधर्मी हैं बेशक उनका रेडियोधर्मी स्तर भिन्न होता है लेकिन आम तौर पर हमारी चर्चा कम से कम इस पाठ्यक्रम के पहले भाग में ज्यादातर लीड के बाद इस सामग्री के आसपास होगी लेकिन इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से हम उन साधनों को दिखा रहे हैं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं इनमें से प्रत्येक प्रतीक का एक नंबर है जैसे यदि आप ऑक्सीजन कहते हैं तो यहां प्रतीक के नीचे हम एमु के संदर्भ में आम ऑक्सीजन नाभिक की संख्या बड़ी संख्या में प्रस्तुत कर रहे हैं जो 15999 है लेकिन यह केवल सामान्य नाभिक है लेकिन किसी भी परमाणु में कई नाभिक हो सकते हैं जिन्हें हम आइसोटोप कहते हैं समस्थानिक एक परमाणु होते हैं जो एक ही परमाणु संख्या के होते हैं लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या हो सकती है जो कि नाभिक में प्रोटॉन की समान संख्या होती है लेकिन अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या हो सकती है और जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि प्रोटॉन रासायनिक प्रकृति से संबंधित हैं तो उनके रासायनिक गुण भी कमोबेश एक जैसे ही होंगे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या या नाभिक की संख्या जो परमाणु प्रकृति को तय करती है और इसलिए एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में भिन्न परमाणु प्रकृति हो सकती है जबकि उनसे एक ही रासायनिक प्रकृति के कम या ज्यादा होने की उम्मीद की जाती है इसलिए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या को अलग करके संक्षेप में हम एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का उत्पादन कर सकते हैं और उनके परमाणु गुणों को भिन्न कर सकते हैं यहां की तरह आप हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटोप देख सकते हैं पहला जो एक आम है जिसमें केवल एक प्रोटॉन है और इसलिए उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन दूसरे में जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है तो परमाणु संख्या एक बनी हुई है लेकिन द्रव्यमान संख्या इस मामले में 2 है और तीसरे नंबर पर जिसकी परमाणु संख्या फिर से एक है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 है क्योंकि इसमें 3 न्यूट्रॉन हैं सभी मामलों में नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है कक्षाओं में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ये कुछ अन्य समस्थानिकों के कुछ और उदाहरण हैं जैसे कार्बन में 3 सामान्य समस्थानिक C 12 13 और 14 हो सकते हैं सभी मामलों में हम नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 6 7 और 8 बदलती है और उसी के परिणामस्वरूप 2 नए तत्वों के नाभिक का होना भी संभव है जो अलग अलग परमाणु संख्या रखते हैं लेकिन एक ही द्रव्यमान संख्या है उदाहरण के लिए बस ट्रिटियम की तुलना करें जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने के बाद इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है अब आप इसकी तुलना 3 हीलियम या 3 He से करते हैं इसकी परमाणु संख्या 2 है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हैं लेकिन एक एकल न्यूट्रॉन भी है इसलिए 3 3 की एक बड़ी संख्या है इसलिए ट्रिटियम और 3 वह दोनों संख्या के समान हैं लेकिन विभिन्न परमाणु संख्याएं हैं बेशक हीलियम का सामान्य समस्थानिक हीलियम 4 है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं अधिकतर सभी प्राकृतिक तत्वों में कई समस्थानिक हो सकते हैं जैसे मैंने उनमें से कुछ को यहां सूचीबद्ध किया है बोरान में 2 लिथियम हो सकते हैं 2 कुछ पदार्थ जैसे बेरिलियम या सोना वे सिर्फ एक ज्ञात आइसोटोप वाले हैं हम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में कई अन्य का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन प्रकृति में हम आम तौर पर उनमें से केवल एक ही मिला जबकि कुछ तत्वों में कई हो सकते हैं जैसे आप यहां टिन देख सकते हैं इसमें 112 से 124 की संख्या से शुरू होने वाले कई समस्थानिक हैं और ये सभी प्रकृति में काफी प्रचलित हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि Sn 120 लगभग 32 प्रतिशत दिखाई देता है यह भी 24 प्रतिशत दिखाई दे रहा है और यह 14 प्रतिशत दिखाई देता है इसलिए ये सभी प्रकृति में काफी प्रचलित हैं और यहां हमारा प्राथमिक हित यूरेनियम है यूरेनियम में आमतौर पर 3 समस्थानिक होते हैं U 234 U 235 और U 238 इन सभी में एक ही परमाणु संख्या है जो 92 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या है U 238 सबसे आम है जिसमें लगभग 993 प्रतिशत शामिल हैं यूरेनियम के अयस्क से जिसे हम लौह बनाते हैं लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में लगभग 23 प्रतिशत U 235 और बहुत कम मात्रा में 234 तो एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकते हैं और तदनुसार उनकी परमाणु विशेषताएं पूरी तरह से अलग हो सकती हैं जैसे हम बाद में देख रहे होंगे जबकि U 235 और U 238 के बीच का अंतर केवल U 238 के लिए नाभिक में 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उपस्थिति है उनकी परमाणु प्रकृति पूरी तरह से अलग है जबकि U 235 का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जा सकता है U 238 नहीं कर सकते हम अगली कक्षा में इस चर्चा को आगे ले जाएंगे इसलिए हमने आज जो भी चर्चा की है उसे संक्षेप में बताना चाहूंगा आज आपको पाठ्यक्रम का संक्षिप्त परिचय मिल गया है इसलिए जहां पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में चर्चा की गई हमने कुछ वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देकर इतिहास में थोड़ी योजना बनाई और बहुत संक्षेप में हमने परमाणु संरचना और समस्थानिक के विषय पर चर्चा की है और आज के व्याख्यान से हम जो प्रमुख निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह यह है कि नाभिक में अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण अधिकांश प्राकृतिक तत्वों में कई समस्थानिक हो सकते हैं और तदनुसार उनकी परमाणु विशेषताएं भिन्न हो सकती हैं मैं यहां दिन के लिए रुकना चाहूंगा हम अगली कक्षा में विभिन्न प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया को देखकर शुरू करेंगे और परमाणु ऊर्जा के स्रोत पर चर्चा करेंगे और उस एक के दोहन का तरीका